कीवर्ड काउंटर पल्स कन्वेयर सीक्वेंसर डेटा मूव मास्टर स्विच रजिस्टर आरएलएल तो अब यह है इसलिए ये विभिन्न प्रकार में उपलब्ध हैं और अब हम एक नज़र डालते हैं जिसे काउंटर के रूप में जाना जाता है ठीक है तो अब काउंटर कुछ भी नहीं है लेकिन स्पष्ट रूप से मेरा मतलब है कि काउंटर कुछ भी नहीं है लेकिन बाहरी पल्स के साथ एक टाइमर है इसलिए अब काउंटर में भी दो रजिस्टर एक को प्रीसेट रजिस्टर कहा जाता है और एक काउंट रजिस्टर होता है लेकिन केवल एक चीज है टाइमर में टाइमिंग रजिस्टर समय के नियमित अंतराल पर एक आंतरिक क्लॉक द्वारा बढ़ाया जाता है इसलिए टाइमर कुछ भी नहीं है लेकिन एक काउंटर है जो एक आंतरिक घड़ी टाइमिंग पल्स को गिनता है जबकि काउंट रजिस्टर के लिए काउंटर के लिए यह गिनती आप कुछ गिनने की कोशिश कर रहे हैं हो सकता है हो सकता है कि उत्पादित भागों की संख्या या भागों की संख्या एक कन्वेयर या कुछ इस तरह से पहुंचे इसलिए उस स्थिति में हर घटना के साथ वहाँ है a आपको फिर से कांटेक्ट और सेंसर का उपयोग करके किसी प्रकार की पल्स उत्पन्न करनी होगी अब इस मामले में उन बाहरी पल्स को वास्तव में काउंट रेसिस्टर को बढ़ाना होगा ताकि काउंटर आंतरिक घड़ी की पल्स के स्थान पर हो जो यहां टाइमर पर आ रहे थे हमारे पास बाहरी पल्स हैं जो उन घटनाओं से शुरू होती हैं जिन्हें हम गिनना चाहते हैं इसलिए फिर से आपने रीसेट लॉजिक सक्षम किया है एक ही बात इस मामले में हमारे पास टाइमर रन लॉजिक के बजाय काउंट लॉजिक के रूप में जाना जाता है इसलिए काउंट रजिस्टर एक से बढ़ जाता है हर बार काउंट लॉजिक हाई हो जाता है इसलिए हर बार यह 0 से अधिक हो जाता है काउंट रजिस्टर एक और पिछले मामले की तरह ही वृद्धि हुई है जब गिनती रजिस्टर वैल्यू प्रीसेट रजिस्टर वैल्यू से अधिक हो जाता है उस समय टर्मिनल काउंट पहुंच जाता है और आउटपुट कॉइल उच्च हो जाता है यह अर्थ है कुछ मामलों में यह एक डाउन हो सकता है काउंटर मामले में काउंट रजिस्टर को प्रीसेट रजिस्टर वैल्यू के साथ लोड किया जा सकता है और यह शून्य तक गिना जा सकता है हर बार एक पल्स आता है इसलिए यह एक अप काउंटर हो सकता है या यह एक डाउन काउंटर हो सकता है यह ऊपर की ओर ऊपर और नीचे काउंट इनपुट हो सकता है जिसके द्वारा यह हो सकता है एक अप डाउन काउंटर भी हो सकता है कुछ बुनियादी एक बहुत ही सरल उदाहरण आपके पास एक कन्वेयर है जिसमें भागों की आपूर्ति की जाती है इसलिए इस मशीन B से कुछ भाग आ रहे हैं या टाइप B के कुछ भाग आ रहे हैं और टाइप A से आ रहे हैं इसलिए आप इस लॉजिक को लागू करना चाहते हैं जो कन्वेयर चलाते हैं जब भागों A के x भाग A के कम से कम x भाग और B के y भाग कन्वेयर पर हैं उस समय कन्वेयर चलेगा यही वह है जिसे हम प्रोग्राम करना चाहते हैं और B के एक भाग के आगमन पर इस पर जोर दिया गया है और इन दोनों सेंसरों द्वारा टाइप A के एक हिस्से का आगमन सुनिश्चित किया गया है इसलिए लॉजिक क्या है इसलिए यह यहाँ है इसलिए यह उपयोग करने का एक उदाहरण है काउंटरर्स तो आप देखते हैं कि हमारे पास दो काउंटर हैं सबसे पहले यह मास्टर स्विच है जिस क्षण यह चलता है यह आउटपुट प्रकट करता है अब यह बाहर अब देखें कि जब IN001 आरोहित है तो यह IN001 भी है और यह IN001 भी मुखर है और यह IN001 भी मुखर है इसलिए जब यह 0 है तो सब कुछ 0 है लेकिन जब यह एक हो जाता है तो ये सभी रँग सक्षम हो जाते हैं और दोनों टाइमर सक्षम हो जाते हैं अब टाइप का हिस्सा है B को इसके द्वारा दर्शाया जाता है और A के भाग के आगमन को इसके द्वारा दर्शाया जाता है यह A के लिए है और यह B के लिए है इसलिए हर बार जब कोई हिस्सा आता है तो यहां एक पल्स होता है और इसी आउटपुट को इंक्रीमेंट किया जाता है और अब जब इसलिए रजिस्टरों को इंक्रीमेंट किया जाता है तो अब रजिस्टर उस इंक्रीमेंट को आउटपुट करता है इसलिए रजिस्टरों को जब दोनों जब रजिस्टर पार हो जाता है तो यह आउटपुट अधिक हो जाता है इसलिए यह श्रृंखलासीरीज में होता है इसलिए OP00 इसलिए जब आप उन्हें श्रृंखलासीरीज में रखते हैं तो आप चाहते हैं कि दोनों को अपने प्रीसेट काउंट वैल्यू तक पहुंचना होगा तभी कन्वेयर चलेगा यदि आप उन्हें समानांतर में रखते हैं तो इसका मतलब है कि यदि उनमें से कोई भी उसप्रीसेट काउंट वैल्यू तक पहुंचता है तो कन्वेयर चलेगा इसलिए यह एक उदाहरण है जहां आप एक औद्योगिक समस्या के लिए एक काउंटर का उपयोग कर सकते हैं यह एक गिनती का अच्छा उदाहरण है कन्वेयर पर प्रति मिनट कितने भाग चल रहे हैं आइए हम बताते हैं जो एक तरह से उस मौसम को दर्शाता है कि उत्पादन दर क्या है इसलिए यह एक महत्वपूर्ण प्रबंधन जानकारी हो सकती है आप जानते हैं कि उत्पादन दर क्या है इसलिए तो अब यह है इसलिए हम चाहते हैं प्रति मिनट कितने भाग गणना करें इसलिए हम न केवल गिनती भागों को रखना चाहते हैं हम इसे केवल एक मिनट के अंतराल पर भी गिनना चाहते हैं जब हम इस ऑपरेशन के लिए प्रेस शुरू करना चाहते हैं तो जाहिर है कि यह एक मिनट के अंतराल के लिए हमें एक टाइमर की आवश्यकता है और भाग की गिनती के लिए हमें एक काउंटर की आवश्यकता है इसलिए यह एक मिश्रित टाइमर काउंटर एक्साम्प्ले है इसलिए यहां हमारे पास टाइमर है और यहां हमारे पास काउंटर है दोनों में उनके पास है यहां इसे 60 पर लोड किया गया है क्योंकि हम मिनटों के बारे में बात कर रहे हैं और हम मान रहे हैं कि आंतरिक घड़ी की पल्स हर एक दूसरे अंतराल पर उपलब्ध हैं तो अब मान लें कि IN001 एक स्विच है जिसे कोई भी दबा सकता है जब वह माप चाहता है कि अगले एक मिनट में कितने भाग गुजरते हैं इसलिए जब ये दोनों होते हैं जब यह माप वांछित कांटेक्ट इनेबल्ड है उस समय यह टाइमर और काउंटर दोनों इनेबल्ड हैं अब क्या होता है इसलिए जब आप कहते हैं शुरू करें यह एक प्रकार का है तो आप मास्टर स्विच को जानते हैं जब आप कहते हैं कि समय शुरू करें तो आप जानना चाहते हैं कि इस समय के भीतर कितने भाग पासगुजर हुए हैं इसलिए आप शुरू समय तो यह उच्च हाई हो जाता है और यह उच्च हो जाता है अब यह उच्च पर नहीं जाता है इसलिए यह कम है इसलिए अब और जब यह ऑन है यह भी ऑन है इसलिए अब हर बार एक हिस्सा आता है आपको एक पल्स मिलता है इसलिए काउंटर ऊपर जाता है में इस बीच समय समाप्त होने के बादOP001 ओपन हो जाता है ऑफ हो जाता है इसलिए यह 0 पर जाता है और फिर आगे के हिस्सों की गिनती नहीं की जाती है इसलिए यह जब यह 0 पर जा रहा है तो यह ओपन हो जाता है क्या यह यहां आपको एक क्लोज मिलता है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह 0 नहीं हो सकता है क्योंकि ये सीरीज में हैं इसलिए उस समय आपके पास काउंटर में आपके पास पिछले मिनट में कन्वेयर पर से कितने भाग गुजरे हैं यह वॉल्यू है इसलिए हमने टाइमर और काउंटर को कुछ विस्तार से वर्णित किया है अब हम एक नज़र डालेंगे बहुत ही संक्षिप्त रूप में आप जानते हैं कि अंकगणितीयअर्थमैटिक निर्देश इंस्ट्रक्शंसहैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस विशेष रूप से तुलनात्मक निर्देश हो सकते हैंएंडिंग करने जैसे निर्देशओरिंग इसलिए ये सभी निर्देश निम्न स्तरीय भाषा लो लेवल लैंग्वेज की तरह ही उपलब्ध हैं और जैसा मैंने कहा उसके आधार पर आप उन्हें विभिन्न प्रारूपों में व्यक्त कर सकते हैं तो हमारे प्रारूप में हम कह रहे हैं कि इस आरेख से हम कह रहे हैं कि यह यदि आप इस रग को डालते हैंयह होगा जब इस रग को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो इसमें दो ऑपरेंड हैं ऑपरेंड एक और ऑपरेंड दो को जोड़ा जाएगा और रिजल्ट को स्थान सम पर रखा जाएगा बशर्ते यह इनेबल लॉजिक प्रदान करता है पर और इस आउटपुट कॉइल का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है उनमें से एक यह हो सकता है कि अगर ओवरफ्लो होता है अगर कोई ओवरफ्लो होता है जो सुम्मेशन के दौरान हुआ है तब यह एक पर जा सकता हैइसलिए यह एक एरर स्थिति का संकेत दे सकता है और फिर आगे के लॉजिक में उपयोग किया जा सकता है इसलिए यह केवल जोड़ने का एक उदाहरण है इसी तरह सब हो सकता हैं आप गुणा कर सकते हैं आप विभिन्न अन्य चीजें कर सकते हैं यह अंकगणितीयअरिथमेटिक अनुदेश का केवल एक उदाहरण है अगला डेटा मूव है इसलिए यदि आप फिर से चाहते हैं तो इसे एक रूंग के रूप में चित्रित करें क्योंकि RLL में सब कुछ रूंग है इसलिए इस मामले में आपके पास फिर से डेटा है यह मूव इस बात पर निर्भर करेगा कि इनेबल लॉजिक संतुष्ट है या नहीं और फिर डेटा सोर्स स्रोत से डेस्टिनेशनगंतव्य तक जाएगा और हो सकता है कि अगर कुछ फेलियर एड्रेस या कुछ और है या हो सकता है कि डेटा वास्तव में स्थानांतरित होने के बाद यह एक सोर्स स्रोत बन सकता है तो इसका उपयोग एक्सेक्यूशन के बाद स्थिति को इंगित करने के लिए भी किया जा सकता है आपके पास हो सकता है इसलिए यह डेटा मूव है आपके पास विभिन्न अन्य कार्य हो सकते हैं जैसे आपके पास बिट मल्टिप्लिकेशन फंक्शन हो सकते हैं आपके पास विभिन्न प्रकार के ब्लॉक मूव आदि हो सकते हैं आपके पास विभिन्न प्रकार के लॉजिक इंस्ट्रक्शंस भी हैं इसलिए एक स्थानान्तरण के अलावा कि अंतिम इंस्ट्रक्शंस बहुत महत्वपूर्ण हैंवह प्रोग्राम कण्ट्रोल इंस्ट्रक्शंस जिसके द्वारा हम चाहते हैं हम नियंत्रण करना चाहते हैं हम सभी प्रकार के कार्यों को एक्सेक्यूट नहीं करना चाहते हैं आरएलएल सभी समय पर लेकिन हम नियंत्रित करना चाहते हैं चाहे हम उनमें से कुछ को छोड़ सकते हैं या उनके कुछ मूल्यों को लागू कर सकते हैं इसलिए हमारे पास आम तौर पर एक उदाहरण देने के लिए है हमारे पास एक स्किप स्किप्पिंग की सुविधा है इसलिए जब फिर से जब यह सक्षम होता है तो यह 001 छोड़ता है यह एक विशेष प्रकार का कांटेक्ट है इसलिए इसे सक्षम किया जाता है जब इसे इनेबल किया जाता है तो इसका क्या अर्थ है यह है कि अगला N रुंग है इसलिए आपके पास SKIP001 और n है एक पैरामीटर इसलिए इसका मतलब है कि अगले n रुंग्स का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा वे जब यह उच्च होगा तो यह एक अर्थ है इसलिए यह ऐसा है जैसे आप जानते हैं यह अगर स्किप 1 के बराबर नहीं तो यह इफ जैसा है स्किप 1 के बराबर नहीं है तो यह निष्पादित किया जाएगा अगर स्किप 1 के बराबर है जब तक यह एक रहता है तो अगले n रनों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और वे पुराने मूल्य पर बनाए रखा जाएगा इसी तरह आप एक और हो सकते हैं एक अन्य सुविधा जिसे हम मास्टर कंट्रोल रिले कहते हैं जिसका मतलब है कि यहाँ मेरा मतलब है कि यह एक प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट भी है और इसका मतलब है कि जब भी इनेबल लॉजिक संतुष्ट हो जाता है तो यह MCR आउटपुट कॉइल जो कि एक बहुत ही खास आउटपुट कॉइल उत्साहित है और जिसका मतलब है कि अगले n रूंग उनके आउटपुट के लिए सेट हो जाएंगे उनमें से हर एक में एक आउटपुट कॉइल है जिसे मुझे नहीं दिखाया गया है इसलिए अगला आउटपुट कॉइल ये आउटपुट कॉइल मान सब शून्य पर सेट हो जाएगा इसलिए मूल्यांकन किए बिना इस शाखा में लॉजिक के बावजूद अगर यह उत्साहित है फिर सभी 0 पर सेट हो जाएंगे लेकिन यदि लेकिन अगर यह उत्साहित नहीं है तो उनका मूल्यांकन किया जाएगा जैसे सामान्य रूंग सामान्य पीएलसी के अनुसार लॉजिक मूल्यांकन यह कुछ विशेष निर्देश हैं जो एक पीएलसी में भी हैं RLL प्रोग्राम की भाषा उदाहरण के लिए यह एक सीक्वेंसर है तो एक सीक्वेंसर यह वास्तव में सीक्वेंसर है सीक्वेंसर एक ब्लॉक है जिसे अलग से प्रोग्राम किया जा सकता है और जो अच्छी तरह से चरणों के एक क्रम को निष्पादित करता है हर बार यह उत्साहित है तो आइए देखते हैं कि यहां क्या हो रहा है तो सबसे पहलेयह मास्टर स्विच है जो ऑन हो जाएगा मान लेते हैं कि और मान लीजिए कि यह ऑफ है तो सबसे पहले यह होता है कि यह उच्च हो जाता है जब यह उच्च हो जाता है और यह पहले से ही कम है इसलिए इस जगह से एक रास्ता है इस जगह के लिए और यहां तक कि अगर यह ले जाया जाता है भले ही इसे हटा दिया जाए यह रास्ता बनाए रखता है जब भी यहां तुरंत कोई रास्ता आता है तो यह इनेबल है और यह हैइसलिए जब यह इनेबल है तो क्या होता है जब यह इनेबल होता है और यह अब रीसेट हो जाता है तो यह सामान्य रूप से ऑफ नहीं होता है

तो फिर से यह इनेबल है तो अब क्या होता है एक आउटपुट 0 0 1 पहले से ही है इसलिए फिर से यह समय है इसलिए मूल रूप से क्या हो रहा है यह है इस व्यवस्था के साथ यह लगातार टाइमिंग करता है और फिर जब यह OP003 उच्च हो जाता है तो कुछ समय अंतराल के बाद यह यहां एक पल्स देता है इसलिए सीक्वेंसर में एक कदम एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर क्योंकि यह इस तरह से लैच है इसलिए तुरंत जब यह उच्च हो जाता है तो यह फिर से रीसेट हो रहा है और फिर एक बार यह रीसेट हो रहा है यह इनेबल है और इसलिए यह फिर से टाइमिंग है इसलिए इसे उत्पन्न कर रहा है लगातार कुछ टाइमिंग इंटरवल उत्पन्न कर रहा है और प्रत्येक अंतरालइंटरवल के अंत में आपको एक पल्स मिल रहा है जो स्टार्ट रजिस्टर को एग्जीक्यूट कर रहा है सीक्वेंसर के सीक्वेंस रजिस्टर को एग्जीक्यूट कर रहा है सीक्वेंस के अंत में सीक्वेंस के चरणों की एक निश्चित संख्या है सीक्वेंस के अंत में यह उच्च हो जाएगा तो एक बार जब यह उच्च हो जाता है तो क्या होता है यह एक ऑफ हो जाता है जब यह ऑफ हो जाता है तो यह एक ऑफ हो जाता है और जब यह ऑफ हो जाता है तो यहां और अधिक टाइमिंग नहीं होता है और यह स्वयं सीक्वेंसर डिसेबल्ड है इसलिए यह एक सीक्वेंसर इस तरह से काम करता है अब तो यह है यह वही है जो यहां व्यक्त किया गया है इसलिए यदि आप स्टार्ट बटन और IN001 स्टार्ट बटन दबाते हैं तो IN002 वास्तव में स्टॉप बटन है आप किसी भी समय अनुक्रम को रोक सकते हैं इसलिए प्रारंभ में सभी आउटपुट कॉइल ऑफ कर देते हैं फिर IN001 तब आउटपुट 001 को दबाया जाता है और फिर सेकेन्सर इनेबल किया जाता है टाइमर समय शुरू करता है फिर टर्मिनल टाइम आउटपुट तीन बहुत अधिक हो जाता है और तुरंत सीक्वेंसर स्टेप्स और टाइमर रिसेट्स करता हैं और तुरंत फिर से टाइमिंग शुरू हो जाती है यही हमने समझाया और यह चक्र दोहराता है अनुक्रम के अंत में OP002 हाई जाता है जिसका अर्थ है कि OP001 कम हो जाता है और सीक्वेंसर रीसेट और टाइमर बंद हो जाता है तो यह है कि यह कैसे काम करता है इसलिए हम पाठ के अंत में आ गए हैं और इस पाठ में हमने विभिन्न टाइमर और काउंटरों को देखा है और हमने कुछ अंकगणितअरिथमेटिक भी देखे हैं जो डेटा मूव और प्रोग्राम कण्ट्रोल ऑपरेशन्स और अंत में हमने देखे थे दूसरे आप मैक्रो ऑपरेशंस जैसे एक सीक्वेंसर को जानते हैं कभी कभी अन्य भी होते हैं कुछ अन्य कंटीन्यूअस मोड ऑपरेशन जैसे पीआईडी इत्यादि जो हमने अब तक नहीं देखे हैं इसलिए अंत तक आते आते हमारे पास सामान्य विचार करने के लिए पॉइंट्स उदाहरण के लिए आप डाई प्रेस कंट्रोलर को संशोधित करने का प्रयास कर सकते हैं जैसे कि बीच में डिले का परिचय दिया जाता है जो कि मास्टर कंट्रोल स्विच लगाने के बाद होता है और अप सॉलोनॉइड आगे बढ़ता है डिले होती है आप इसे डालने की कोशिश कर सकते हैं संशोधित करके इसी तरह आप भी मॉडिफाई संशोधित कर सकते हैं डाई प्रेस नियंत्रक जैसे कि डाई प्रेस चक्रों की संख्या वास्तव में गिना जाता है इसलिए आप कहते हैं कि हर हजार प्रेस के बाद आप मशीन को रोकना चाहते हैं और आप मशीन को बनाए रखना चाहते हैं इसलिए आप हर बार एक पूर्ण चक्र की गणना करना चाहते हैं क्या एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है आप उन्हें गिनना चाहते हैं और यह एक गिनती पर पहुंच गया आप मशीन को बनाए रखने के लिए रोकना चाहते हैं इसी तरह आप आरएलएल को बेहतर बना सकते हैं प्रोग्राम जो कि हमने अपने पिछले व्याख्यो में बताया हैएक नियंत्रण के लिए एक पंप के नियंत्रण के लिए टैंक में पानी के स्तर को बनाए रखने के लिए अपने स्वयं के नियंत्रण चक्र में एक हिस्टैरिसीस की शुरुआत करके और यह या एक भी जल स्तर का सैंपलिंग हर 30 मिनट कि हर 30 मिनट में आदेश स्तर का लगातार सैंपल नमूना नहीं लिया जाता है तो आज के लिए बस इतना ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद